छात्रों का स्वागत है तो मैं पिछली कक्षा में यह तीसरा प्रश्न कर रहा था और हमने चार विचरण सामग्री लागत विचरण सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण और सामग्री मिश्रण विचरण की गणना की थी और अब मैं सामग्री प्रतिफल विचरण के प्रश्न को हल करूँगा सही है MYV सामग्री प्रतिफल विचरण इसलिए सामग्री प्रतिफल विचरण जैसा कि मैंने आपको बताया सूत्र है वास्तविक प्रतिफल गुणा मानक दर घटाव मानक प्रतिफल है वास्तविक प्रतिफल घटाव मानक प्रतिफल तो सूत्र क्या है वास्तविक प्रतिफल गुणा मानक दर घटाव मानक प्रतिफल यानि हम यह नहीं जानते हैं कि मानक दर क्या है हमें गणना करनी होगी सही है क्योंकि यह मानक निर्गत की मानक लागत भाग शुद्ध मानक निर्गत है इस कारणवश हमें इस दर की गणना करनी होगी इसलिए दर की गणना के लिए अब हमें मानक को संशोधित करना होगा इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो इस दर मानक दर की गणना करने के लिए हमें मानकों में कुछ समायोजन कुछ अद्यतन बढ़ोतरी करनी होगी हमें वास्तविक प्रतिफल दिया हुआ है जो कि 265 है और मानक प्रतिफल आप आगत के बारे में बात करते हैं आगत कितना है इस प्रणाली या इस निर्माण प्रक्रिया को दिया गया आगत है यह करीब 30 इकाइयों है और अपेक्षित मानक निर्गत 27 था तो वास्तविक 26 है और मानक 27 है लेकिन मानक दर मानक दर की गणना के लिए हमें कुछ करना होगा तो आइए जानें कि मानक दर की गणना कैसे करें इसलिए हम मानक दर की गणना कैसे करते हैं यहाँ सूत्र है कुल लागत संशोधित मानक मिश्रण की कुल लागत भाग शुद्ध मानक निर्गत शुद्ध मानक निर्गत सही है अतः आपको संशोधित मानक मिश्रण के कुल लागत की गणना करनी होगी संशोधित मानक मिश्रण की कुल लागत की गणना करने के लिए अंततः हमें अगले मानक उत्पादन को लेना होगा इसलिए यदि आप संशोधित मानक मिश्रण की मानक लागत की गणना करते हैं तो हम दोनों सामग्री के लिए गणना करेंगे पहले सामग्री ए है और सामग्री ए के लिए यह कितना होगा आप कह सकते हैं कि अब आप मानक की गणना कैसे करेंगे आपको मानकों के पैमानों को बदलना होगा तो आप मानक को कैसे बाधा सकते है क्योकि अब हम सामग्री ए के लिए मानक को बढ़ा रहे हैं इसलिए सामग्री ए के मामले में मैं यहां इस तरह से लिखूंगा इसलिए कितने का मानक मिश्रण 20 टन के मानक मिश्रण के लिए ए का योगदान है योगदान कितना है 8 टन के बराबर है कितने टन के मानक मिश्रण के लिए मानक मिश्रण के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितने टन के लिए मानक मिश्रण 20 टन के मानक मिश्रण के लिए ए का योगदान 8 है तो फिर आप कह सकते हैं कि 30 टन के मानक मिश्रण के लिए कितना है A का योगदान कितना है A का योगदान होगा 8 भाग 20 गुणा 30 यानि यह कितना होगा 12 टन सही है और बी का भी ऐसा ही मामला है यह कितना होगा यह 12 भाग 20 गुणा 30 होगा इसलिए यह कुल राशि 18 टन होगी हमने ज्ञात कर लिया है यह 18 टन है हम अब इस मामले में मानक लागत का पता लगाएंगे हमने मात्रा कर ली है संशोधित मात्रा की गणना हमने मानक के आधार पर की है वास्तविक के आधार पर हमने मानक के पैमाने में बढ़ोतरी की है और हमने वास्तविक और मानक के अनुपातों की पुनर्गणना की है संदर्भ स्लाइड समय है तो इस मामले में अगर आप इस विचरण की गणना करते हैं अब विचरण की गणना करने के लिए हमें संशोधित मानक मिश्रण की कुल लागत की गणना करनी होगी संशोधित मानक मिश्रण की कुल लागत यह है संशोधित मानक मिश्रण की कुल लागत कितनी होगी सामग्री ए सामग्री ए 12 टन है सामग्री A कितना है 12 टन कितने रुपये की दर से सामग्री A 40 रुपये प्रति टन की दर से कितनी होगी 40 गुणा 12 रुपये 480 है और सामग्री बी कितने के बराबर है सामग्री बी के लिए यह 18 टन कितने के दर से कुल लागत कितनी है यह 60 प्रति टन है इसलिए यह कितना होगा 1080 रुपए हां तो यह संशोधित मानक मिश्रण की मानक लागत है यह 30 टन के लिए कितना है यहाँ लागत कितनी है यह 1560 रुपये है 1560 है इसलिए यह संशोधित मानक मिश्रण की मानक लागत है संशोधित मानक मिश्रण 30 टन है संशोधित मानक लागत 1560 है और अब हमें इसका पता लगाना होगा इसलिए इसमें से अब हमें मानक दर का पता लगाना होगा इसलिए आप यहाँ यह करेंगे कि अपव्यय को घटाएंगे तो अपव्यय कितने के दर से है 10 प्रतिशत तो यह अपव्यय 10 प्रतिशत की दर से है यह कितने के बराबर है 30 टन घटाव 3 टन है कीमत लागत समान रहने वाली है तो यह कितना होगा यह 27 टन है हम यहां 3 टन लागत नहीं रख सकते हैं इसलिए मैं लागत को हटा दूंगा यह नहीं है इसलिए यह घटाव अपव्यय है तो यह आखिर कितना है यह 27 टन है और कुल लागत 1560 है जो कि 1560 है इसलिए अब यह संशोधित मानक मिश्रण की मानक लागत है इसलिए यह है 1560 भाग शुद्ध मानक उत्पादन जो 27 इकाई है और यदि आप इसे हल करते हैं तो यह करीब इतना होगा यह समान रूप से विभाज्य नहीं है यह करीब 520 भाग 9 होगा यह दर 520 भाग 9 रुपये होगा इसलिए अब आप आसानी से सामग्री प्रतिफल विचरण की गणना कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सभी जानकारी उपलब्ध है यह मानक दर है इसलिए हम जिस मानक का उपयोग करने जा रहे हैं वह 520 भाग 9 गुणा वास्तविक उत्पादन क्या है मानक क्या था 27 इसलिए यदि आप इसकी गणना करते हैं तो यह 29 प्रतिकूल होता है यह विचरण 29 प्रतिकूल आया है अब यहां जाँच करते है सामग्री लागत विचरण कितना था यह सामग्री मूल्य विचरण योग सामग्री उपयोग विचरण के बराबर होता है ठीक है और अब हमें दूसरी चीज यानि सामग्री उपयोग विचरण को जानना है जो सामग्री मिश्रण विचरण योग सामग्री प्रतिफल विचरण के बराबर है ठीक है तो लागत विचरण क्या है यदि आप सामग्री लागत विचरण को देखते हैं हमने पहले ही सामग्री लागत विचरण की गणना कर ली है तो सामग्री लागत विचरण कितना है सामग्री लागत विचरण यहाँ 129 प्रतिकूल है यह 129 प्रतिकूल है सामग्री लागत विचरण 129 प्रतिकूल है और सामग्री मूल्य विचरण कितना था सामग्री मूल्य विचलन 160 रुपये था और एक के लिए 100 है इसलिए यह है यहाँ विचरण कितना है इसकी गणना 60 प्रतिकूल है और सामग्री उपयोग विचरण कितना था 69 प्रतिकूल तो यह 129 है 60 जोड़ 69 दोनों प्रतिकूल हैं इसलिए आप इसे 129 प्रतिकूल कह सकते हैं 129 प्रतिकूल बराबर है 129 प्रतिकूल के यह जाँच की पुष्टि करता है इसलिए आप कह सकते हैं कि आपने जो भी लागत की गणना की है सामग्री लागत विचलन 129 प्रतिकूल के बराबर है और यह सामग्री मूल्य विचरण और सामग्री उपयोग विचरण के योग के बराबर है जो की 129 प्रतिकूल है इसी तरह से सामग्री उपयोग विचरण के बारे में बात करते हैं सामग्री उपयोग विचरण कितना है आइए पीछे चलते हैं यदि आप सामग्री उपयोग विचरण को देखते हैं तो अंततः हमने सामग्री उपयोग विचरण की गणना की है यह एक मिश्रण विचरण था जिसकी हमने गणना की है और फिर यह सामग्री उपयोग विचरण सब कुछ के लिए मुझे लगता है 100 था यह 60 था यदि आप सामग्री उपयोग विचरण को जांचते है तो यह 69 प्रतिकूल था यह 69 प्रतिकूल है और प्रतिफल योग मिश्रण के बराबर है इसलिए सामग्री मिश्रण विचरण कितना है हमने पहले ही सामग्री मिश्रण विचरण की गणना कर ली है यह 40 अनुकूल है और यह विचरण कितना है यह फिर से प्रतिफल विचरण है जिसकी हमने गणना की है यहां मिश्रण विचरण कितना था 220 प्रतिकूल था और फिर यह जोड़ 29 है फिर से प्रतिकूल सामग्री मिश्रण विचरण भी प्रतिकूल है और सामग्री प्रतिफल विचलन भी प्रतिकूल है इसलिए दोनों विचरण प्रतिकूल हैं आप यह पता लगा सकते हैं कि 69 69 के बराबर है अर्थात आप पुष्टि कर सकते हैं कि अब तक हमने जिन सभी पांच विचरणो की गणना की है वे सभी सही हैं अब तक हमने जिन सभी पांच विचरणो की गणना की है वे सभी सही हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है अब अगर हम इस तरह की स्थिति इस तरह के आकडे का विश्लेषण करते हैं यदि आप यह पता लगाना चाहते हैं आप यहाँ उदाहरण के लिए इस पर बात करते है कि सामग्री लागत विचरण कितना है 129 प्रतिकूल अगर आप इस 129 प्रतिकूल विचरण को देखते है तो इस नकारात्मक विचरण का कारण है आगत और निर्गत जिसके बारे में आप बात करते हैं तो हमने पहले ही तय कर लिया है कि हमारा अपव्यय 10 प्रतिशत होगा और यदि आप कोई भी आगत देते हैं तो आगत कम 10 प्रतिशत निर्गत होना चाहिए लेकिन वास्तव में हमने देखा है कि निर्गत बहुत प्रभावित नहीं हुआ है आप कह सकते हैं कि यह अर्थपूर्ण हैं लेकिन कुछ हद तक यह प्रभावित हुआ है और इस कारण से आपके सभी विचरण नकारात्मक हो गए हैं अधिकांश विचरण नकारात्मक हैं इसलिए इस स्थिति में हमें इसके कारणों को ज्ञात करना होगा कि उत्पादन में कमी क्यों आई है अपेक्षित उत्पादन 27 इकाई कुल आगत घटाव 10 प्रतिशत अपव्यय था लेकिन वास्तव में यह 27 नहीं बल्कि 265 है जो बहुत गंभीर नहीं है बहुत अर्थपूर्ण नहीं है लेकिन यह इकाई के केवल आधे हिस्से से नीचे आया है इसलिए यह 27 नहीं बल्कि 265 है इसलिए जब आप मानक को संशोधित करते हैं वास्तविक निर्गत 265 के आलोक में तो सब कुछ मानक लागत भी बदल जाता है फिर हमें मिश्रण को भी संशोधित करना होगा और फिर हमें इसी तरह से प्रतिफल को भी ज्ञात करना है इसलिए हमें मानक की गणना करनी होगी इसलिए एक बार जब आप वास्तविक निर्गत के आलोक में सभी मानकों को संशोधित करते हैं तो हमें पता चलता है कि अधिकांश विचरण नकारात्मकप्रतिकूल हैं और अंत में सामग्री लागत विचरण प्रतिकूल है तो आप अंत में कह सकते हैं कि कीमत भी अनुकूल नहीं थी और आपका उपयोग तो निश्चित ही मात्रा विचरण प्रतिकूल है मिश्रण फिर से प्रतिकूल है और प्रतिफल भी प्रतिकूल है इसलिए अधिकांश विचरण प्रतिकूल हो गए हैं क्योंकि हमने मानक के अनुसार आगत की मात्रा में कमी नहीं किया है क्योंकि यदि निर्गत कम हो रहा है तो आपके आगत में भी कमी आनी चाहिए आगत हम एक मानक से लेते है निर्गत वास्तविक है जब आप इन दोनों की तुलना करते हैं तो उत्पादन या निर्गत पर कुछ प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव का हमें पता लगाना होगा यह नकारात्मक क्यों आया है मानक के अनुसार निर्गत क्यों नहीं है अपव्यय के लिए समायोजित करने के बाद इसके कारण की जांच करनी चाहिए हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगली बार कोई अपव्यय नहीं होगा और जो भी मानक आगत है और अपव्यय को समायोजित करने के बाद जो भी अपेक्षित मानक निर्गत है वह उपलब्ध होगा अतः यह पहला मामला था दो तीन चीजें हमने यहां किया प्रथम हमने सभी पाँच विचरणो की गणना की दूसरा प्रश्न जो हमने किया उसमे हमने वास्तविक निर्गत के आलोक में मानकों को संशोधित किया और तीसरी बात जो हमने इस मामले में सीखी वह यह थी कि जब सामग्री का अपव्यय हो रहा हो तब ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए और जब अपव्यय के कारण मानक और वास्तविक निर्गत समान नहीं होते हैं कुछ विचरण होते है कुछ अवस्थाएँ या कुछ अंतर होते हैं तब इन अपव्ययों से कैसे निपटें अतः अब हमें पहले से ही स्वीकार्य अपव्यय दी हूई है वास्तविक इससे अधिक हो सकता है इसीलिए आपका उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ हैं इसलिए हमें उसके लिए सावधान रहना होगा और हमें इसकी जाँच करनी होगी ताकि यह नकारात्मक विचरण अगली बार कभी प्रकट न हो सही है यानि सभी विचरण उत्पादन के प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने जो मानक मूल्य से अधिक था के कारण नकारात्मक हो गए हैं तो हम समझ गए कि वास्तविक निर्गत के आलोक में मानक को कैसे अद्यतन किया जाए और अपव्यय के मुद्दे को कैसे समायोजित किया जाए अब चौथी प्रश्न में एक और मुद्दा है जिससे हम निपटने जा रहे हैं जो बहुत ही व्यापक और दिलचस्प प्रश्न है और हम जिस मुद्दे से निपटने जा रहे हैं वह है प्रारंभिक और अंतिम रहतिया को समायोजित करने का अब तक हमने प्रारंभिक और अंतिम रहतिया को समायोजित करने का काम नहीं किया है इसलिए यहां हमें यह करना है कि आपको इस बारे में सोचना है उदाहरण के लिए और यह सामान्य रूप से व्यापार में होता भी है जब हम दिए गए समय में उत्पादन या निर्गत के लिए सामग्री की खरीद करते हैं तो हमे निर्गत की वांछित मात्रा के लिए आगत की आवश्यक मात्रा का पता लगाना होता है जिससे सामग्री की खरीद हो सके अगर हमारे पास कच्चे माल की इन्वेंटर शून्य है तो निश्चित रूप से उत्पादन की शुरुआत के लिए हम पहले बाजार से इन्वेंट्री खरीदेंगे और फिर हम उत्पादन शुरू करेंगे जो स्थिति वर्तमान में नहीं है इस स्थिति में आपको दिया हुआ है कि कुछ प्रारंभिक रहतिया पिछली अवधि की खरीद से उपलब्ध हैं पहले आपको प्रारंभिक रहतिया का उपयोग करना होगा जो इन्वेंट्री प्रबंधन का मानक नियम है और फिर जितनी कमी होती है उस सामग्री को बाज़ार से खरीदते है और चाहे जितना भी आप बाजार से खरीदते है अंतिम रहतिया को शून्य नहीं करते है कुछ इन्वेंट्री हमें अगली अवधि के लिए भी रखनी होगी क्योंकि इस अवधि में भी हमें पिछली अवधि से कच्चे माल की कुछ इन्वेंटरी प्राप्त हुई थी अगली अवधि के लिए भी हमारे पास वर्तमान अवधि की खरीद से कुछ इन्वेंट्री होने वाली है इसलिए हमें प्रारंभिक और अंतिम रहतिया के मुद्दों से निपटना होगा और फिर हमें अपव्यय के मुद्दे को सुलझाना होगा यानि इस मामले में भी मुझे यह उम्मीद है कि कुछ अपव्यय भी हैं अपव्यय से सम्बंधित कुछ मुद्दे भी हैं तो हमें यह सब हल करना होगा और फिर यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन विचरणओं की गणना कैसे करें और इस मामले में महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं और प्रासंगिक मुद्दे क्या हैं क्योंकि यह यहाँ दिया हुआ है यदि आप इस प्रश्न को देखते हैं तो यह यहाँ दिया हुआ है विनायक लिमिटेड दो बुनियादी कच्चे माल के सम्मिश्रण से एक उत्पाद का उत्पादन करता है पहला यह एक मानक लागत प्रणाली को संचालित करता है और कच्चे माल के लिए निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए हैं ठीक है तो सामग्री ए और बी हमें दी हुई है ये वो दो सामग्रियां हैं जिनका सम्मिश्रण मानक निर्गत या वास्तविक निर्गत के लिए आवश्यक हैं इसका मतलब है कि आगत 2 है और निर्गत 1 उत्पाद है और हमें मिश्रण का अनुपात दिया गया है यानि 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत और फिर मानक मूल्य भी हमें दिया हुआ है यह सामग्री के लिए प्रति किलो 4 और 3 है अब अगली जानकारी दी गई है कि अप्रैल 2002 क्षमा करे दिसंबर 2002 के दौरान प्रसंस्करण में मानक हानि 15 प्रतिशत है कंपनी 1700 किलो तैयार सामान का उत्पादन करती है दिसंबर 2002 के महीने के लिए रहतिया और खरीद की स्थिति निम्नवत है हम यह पता कर सकते है कि आपको सामग्री दी गई है आपको रहतिया दी गई है आपको प्रारंभिक और अंतिम रहतिया की जानकारी दी गई हैं और आपको कुल खरीद की जानकारी दी गई है और उसी के आधार पर हमें इन विचरणो का पता लगाना है इसलिए आपको ज्ञात हैं कि आपको दिसंबर महीने के बारे में जानकारी दी गई है और हमें इस मुद्दे से निपटना है यानि दिसंबर के महीने से और इस मामले में प्रारंभिक और अंतिम रहतिया को समायोजित करने के बाद हमें विचरण का पता लगाना होगा तो इसका मतलब है कि हम इस विचरण को ज्ञात करना शुरू करते है और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस विचरण की गणना कैसे की जा सकती है तो इस मामले में भी जिस पहले विचरण की गणना की जाएगी वह है सामग्री लागत और सामग्री लागत विचरण की गणना के लिए फिर से सामग्री की मानक लागत घटाव वास्तविक लागत या इस मामले में यह सामग्री नहीं है बल्कि मिश्रण है क्योंकि हमारे पास दो प्रकार की सामग्री है तो अब यह मानक लागत होगी हमें मानक लागत की गणना करनी होगी मानक मिश्रण की मानक लागत की गणना करनी होगी और फिर हमारे पास वास्तविक लागत है मानक मिश्रण की मानक लागत घटाव वास्तविक लागत कितना सरल सूत्र है यदि आप लागत विचरण की गणना करते हैं तो यह सामग्री की मानक लागत घटाव वास्तविक लागत है इसलिए हमें पहले मानक लागत की गणना करनी होगी यह हमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें अपव्यय के मुद्दों को समायोजित करके सुलझाना है अगर आप इस प्रश्न को देखते हैं तो हमे यहां निर्गत आगत दिया हुआ है जो कि 40 और 60 प्रतिशत के अनुपात में है तो यहाँ पहला सवाल यह है कि निवेश की पूर्ण मात्रा क्या है आगत की पूर्ण मात्रा क्या है जो हमें ज्ञात नहीं है हमें केवल अनुपात दिया हुआ है कि 40 प्रतिशत A और 60 प्रतिशत B तो कुल मात्रा कितनी है उस आगत की कुल मात्रा कितनी है यह हमें पता लगाना है अगर यह दिया हुआ है कि प्रसंस्करण में मानक हानि 15 प्रतिशत है और वास्तविक उत्पादन 1700 इकाई है तब इस जानकारी से आप आसानी से पता लगा सकते हैं इसलिए आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह कितना होगा यह 2000 होगा यह 2000 होगा इसलिए इसका मतलब है मानक नुकसान 15 प्रतिशत है यानि अंततः उत्पादन कितना होने जा रहा है 85 प्रतिशत और यह 1700 क्या है किसी राशि का 85 प्रतिशत है और वह राशि क्या हो सकती है आप उस राशि को आसानी से जान सकते हैं वह राशि 2000 है क्योंकि 2000 गुणा और अपव्यय कितना है 15 प्रतिशत भाग 100 तो यह कितना होता है यह है यह 15 प्रतिशत है इसलिए हम 15 ले रहे हैं वह यहां प्रतिशत संकेत नहीं लेंगे यानि यह इतना आता है यह राशि होगी 2000 गुणा 15 भाग 100 यह कितना होता है यह 300 है इसलिए यह अपव्यय है इसलिए अब क्या अपेक्षित है उत्पादन 1700 है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि यह 2000 इकाइयों की राशि है आइए अब मानक मिश्रण की मानक लागत की गणना करें ए के लिए मानक मिश्रण की मानक लागत होगी यह कितनी होगी मानक मात्रा 800 इकाइयाँ हैं क्योंकि यह अनुपात हमें दिया गया है जो कि 40 प्रतिशत है और कीमत क्या है मानक मूल्य 4 है सामान्य मात्रा 800 मानक मूल्य 4 यानि यह है 3200 सही है और बी के मामले में यह बी के मामले में कितना होगा यह 1200 गुणा 3 होगा जो जो कितना होगा यह 3600 है तो आप यह पता लगा सकते हैं कि मानक मिश्रण की मानक लागत क्या है यह 2000 किलोग्राम है और यह कितना होगा 6800 2000 किलोग्राम और 6800 अतः आप आसानी से पता लगा सकते है कि अपव्यय के समायोजन के बाद मानक मिश्रण की मानक लागत हमारे पास उपलब्ध है अर्थात 2000 किलो मानक आगत है इसलिए मानक मिश्रण 2000 किलो है और मानक लागत 6800 है इसलिए इसकी मदद से आप मानक सामग्री लागत विचरण का आसानी से पता लगा सकते हैं इसलिए हमने एक घटक की गणना कर ली है जो 6800 है अब हमें दूसरे घटक की गणना करनी होगी और दूसरा घटक मिश्रण की मानक लागत घटाव सामग्री इस्तेमाल की हुई की वास्तविक लागत है तो अब हम उपयोग की हुई सामग्री की वास्तविक लागत की गणना करेंगे इसलिए हमारे द्वारा उपयोग की हुई सामग्री की वास्तविक लागत क्या है अब हमें उपयोग की हुई सामग्री की वास्तविक लागत की गणना करनी होगी हमें अब गणना करनी होगी अब यह मामला विशिष्ट है बहुत सरल नहीं है इसलिए अब आपको प्रारंभिक और अंतिम रहतिया के मुद्दे को समायोजित करना होगा और फिर हमें इस लागत का पता लगाना होगा तो यह लागत क्या है पहले हम इसे सामग्री A के लिए करते हैं यदि आप इसे सामग्री A के लिए करते हैं तो हमें इसकी गणना कैसे करनी है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमे वास्तविक आगत नहीं दिया गया है बहुत ही सरल रूप में हमें यह प्रारंभिक और अंतिम रहतिया जोड़ खरीद जो हमने किया है के रूप में दिया गया है यानि इसका मतलब है कि हमें तीनों चीजों को समायोजित करना होगा और समीकरण है प्रारंभिक रहतिया योग खरीद घटाव अंतिम रहतिया सही है तो पहला यह है कि हम उस खरीद की गणना कैसे करते हैं और हमें इसका उपयोग कैसे करना है अतः प्रारंभिक रहतिया हमारे पास प्रारंभिक रहतिया कितना उपलब्ध है पहली दिसंबर को उपलब्ध प्रारंभिक रहतिया है यह कितना है यह सामग्री ए के लिए 35 किलो है और कीमत क्या है प्रारंभिक रहतिया मूल्य हमें नहीं दिया गया है और बी के मामले में मात्रा है बी का उपलब्ध प्रारंभिक रहतिया 40 है और मूल्य की जानकारी गायब है प्रारंभिक रहतिया के लिए वास्तविक मूल्य क्या है हमें नहीं दिया गया है हमें खरीद मूल्य दिया हुआ है जिसकी हम गणना भी कर सकते हैं लेकिन मानक मूल्य प्रारंभिक रहतिया का वास्तविक मूल्य हमें नहीं दिया हुआ है प्रारंभिक रहतिया की प्रति इकाई वास्तविक कीमत हमें नहीं दी गई है इसलिए यहां मानक नियम यह है कि यदि प्रारंभिक रहतिया का वास्तविक मूल्य खरीद मूल्य नहीं दिया गया है तो हम यह मान लेते है कि वास्तविक मूल्य मानक मूल्य के बराबर है वास्तविक मूल्य मानक मूल्य के बराबर है और फिर आपको खरीद के बारे में सभी जानकारी दी हुई है इस प्रारंभिक रहतिया को समाप्त करने के बाद इस मामले में प्रारंभिक रहतिया कितना है यह 35 किलो है इसलिए ए के मामले में 35 किलो की रहतिया समाप्त होने के बाद हम खरीद के लिए जाएंगे क्योंकि इस अवधि इस महीने के लिए वास्तविक आवश्यकता बहुत अधिक है इसलिए शेष खरीदा जाएगा इसलिए जब आप वर्तमान में खरीदेंगे तो आपको ज्ञात रहेगा कि हम कितना ख़रीदे हैं और हमने किस कीमत पर खरीदा है इसलिए हम जानते हैं कि इसी तरह दूसरे मामले में बी के मामले में प्रारंभिक रहतिया कितना है और हमने कितना खरीदा है इसलिए हमें उन प्रारंभिक रहतिया जोड़ खरीद के लिए समायोजित करना होगा और खरीद से जितना शेष बचा है जो उपयोग नहीं किया गया है उसे अंतिम रहतिया के साथ समायोजित करना होगा इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे प्रारंभिक रहतिया योग खरीद बराबर है प्रारंभिक रहतिया योग खरीद घटाव अंतिम रहतिया बेची गई वस्तुओं की लागत के बराबर होती है इसलिए हमें अब गणना करनी होगी हम यहां प्रयुक्त सामग्री की लागत की गणना कर रहे हैं इसलिए यदि आप इस मामले में उपयोग की हुई सामग्री की वास्तविक लागत की गणना करते हैं तो यह कितना होगा सामग्री A के लिए कितना होगा हम इसे सामग्री ए के लिए निकालते है आप इसे कैसे करेंगे पहले प्रारंभिक रहतिया मैं संक्षेप में लिख रहा हूं यह कितना है प्रारंभिक रहतिया 35 किलो कितने के दर से 4 रुपए सही है यह एक मानक दर है क्योंकि कोई दर उपलब्ध नहीं है इसलिए हम मानक दर ले रहे हैं इसलिए यह कितना है यह 140 है कुल राशि और इस मामले में खरीद में से हमने कितना उपयोग किया है अब आप जाँचिये खरीद से कितना उपयोग हुआ है हमने कितनी खरीद की दिसंबर के महीने में हमने 800 किलो और 800 किलो की खरीदारी की और इस मामले में हमने जो कीमत अदा की है वह 3400 है तो यहां उपलब्ध मूल्य क्या है आप आसानी से पता कर सकते हैं यह 425 है इसलिए यदि आप इस मूल्य को देखते हैं तो यह हमे यह दिया हुआ है खरीद में से कितना उपयोग किया गया है 795 किलोग्राम क्यों हमने यहां अंतिम रहतिया 5 किलो लिया है तो इसका मतलब है कि इस मामले में बाहरी खरीद 425 रुपये की दर से 795 किलो है जिसका उपयोग किया गया तो खरीदी गई सामग्री का वह भाग जिसका उपयोग किया गया उसकी कुल लागत क्या है यह 337875 होता है सही है तो ये दो घटक हैं इसलिए इसका मतलब है कि सामग्री ए के लिए उपयोग की गई सामग्री की वास्तविक लागत की कुल लागत कितनी है यह करीब 15 है खेद है यह 35 है इसका योग करते हैं तब यह कुल मिलाकर 351875 हो जाता है और इसी तरह से सामग्री बी के लिए यदि आप सामग्री बी के लिए गणना करते हैं तो हम यहां जिसकी गणना कर रहे हैं वह प्रारंभिक रहतिया है हमने कितनी इकाईयों का उपयोग किया है 40 किलो सही है 3 रुपये की दर से तो यह कितना होता है 40 गुणा 3 होता है 120 और खरीद में से हमने कितना उपयोग किया है यह यहाँ 1150 किलोग्राम है कितने रुपये की दर से वह दर हमें दी गई है और वास्तव में उस दर की हम गणना भी कर सकते हैं यह 250 होता है तो यदि आप इसे देखते हैं तो यह कितना होता है 1150 गुणा 250 रुपए 2875 होता है तो यह दूसरी रकम पता चल जाती है और यह कितनी होगी यह 299500 है तो आप यह पता कर सकते हैं कि हमने यहाँ कितनी सामग्री का उपयोग किया है हमने यहां कुल सामग्री का उपयोग किया है आप इसे कुल सामग्री कह सकते हैं आप बता सकते है कि यहाँ कितनी सामग्री है यदि आप कुल सामग्री की गणना करते हैं तो यह 1190 किलो है और यह कितना है 1035 और 795 तो इसका मतलब है कि यह कुल मात्रा इतनी होती है यह 100 है और यह 35 है और यह 795 है ३५ ३५ और the ९ ५ है ये दो सामग्रियां हैं जिनका हमने उपयोग किया है और यह 40 किलो है और 1150 है तो यदि आप इसका योग करते है तब यह 2020 किलो होता है हमने कुल 2020 किलो सामग्री का इस्तेमाल किया है और कुल लागत क्या है यह जोड़ यह तो यह कितना आएगा यह 651375 रुपये होता है तो इसे कहा जाता है जिस लागत की हमने गणना की है वह उपयोग की गई सामग्री की वास्तविक लागत है अगर आप उपयोग की गई सामग्री की मानक लागत और उपयोग की गई सामग्री की वास्तविक लागत का पता लगा लेते हैं तो आप यह ज्ञात करने में सक्षम होंगे कि सामग्री लागत विचरण कितना है यदि आप इस विचरण को देखते हैं तो यह कितना होगा यदि आप इस विचरण अब सामग्री लागत विचरण की गणना करते हैं तो यह कितना होगा यह करीब होगा मानक लागत कितनी है हमने पहले ही मानक लागत की गणना कर ली है और वह 6800 है इसलिए सामग्री लागत विचरण है 6800 या 6800 रुपये घटाव 6513 है यह कितना होगा यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं यह लागत यदि आप मिश्रण की मानक लागत घटाव मिश्रण की वास्तविक लागत लेते हैं तो मानक लागत 6800 और वास्तविक लागत 6513 है इसलिए यदि आप इस विचरण की गणना करते हैं तो यह विचरण आएगा 6800 रुपये घटाव 6513 जो 28625 अनुकूल है इसलिए 6800 मानक लागत था वास्तविक लागत घट कर 6513 पर आ गई है और इसलिए वास्तविक सामग्री लागत विचरण 28625 हो गया है जो अनुकूल है और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपका वास्तविक यदि आप इस मामले में दी गई सामग्री की जानकारी को देखते हैं तो यहां 2 3 मुद्दे शामिल हैं क्यों आपका विचरण अनुकूल हो गया है क्योंकि आप यहां दी गई दर को देखिये तो इसका मतलब है कि जिस राशि की हमने गणना की है हालांकि वास्तविक मानक मात्रा 2000 किलो थी और हमने 2020 किलो वास्तविक मात्रा का उपयोग किया है लेकिन मुझे लगता है कि कीमत में अंतर है और यदि आप मानक के मामले में प्रति इकाई मूल्य में अंतर की गणना करते हैं हमें मानक मूल्य 3 रुपये और 4 रुपये दिया गया है लेकिन मुझे लगता है कि एक सामग्री के लिए वास्तविक मूल्य में कमी आई है यदि आप उस मूल्य की गणना करते हैं यदि आप उस सामग्री के प्रति इकाई मूल्य को देखते है तो वास्तविक कीमत 3 थी और दूसरे के मामले में अदा की गई वास्तविक कीमत 250 है इसलिए मूल्य घटा है उपयोग की मात्रा में वृद्धि हुई है जो कि 2000 किग्रा की मानक आवश्यकता के विरुद्ध है वास्तव में हमने अधिक सामग्री का उपयोग किया है यानि 20 किलोग्राम अधिक लेकिन प्रति इकाई कीमत में कमी आई है यह खरीद विभाग की दक्षता हो सकती है कि वे मानक मूल्य से बहुत कम कीमत पर सामग्री का पता लगाने में सक्षम हुए है क्योंकि ए और बी के लिए मानक मूल्य क्रमश 4 और 3 रुपये प्रति किलो था और वास्तविक मूल्य 3 और 25 रुपये प्रति किलोग्राम आया है अंततः विचरण सकारात्मक हो गया है क्योंकि मात्रा में वृद्धि हुई है मूल्य प्रति किलो कम हुआ है और शुद्ध परिणाम सकारात्मक है इसलिए यदि आप इन दोनों लागतों की गणना करते हैं तो इन दोनों की मानक लागत 6800 है और वास्तविक लागत बहुत कम है 65 6513 है इसलिए इस मामले में 651375 है आपको यहां करना है इसलिए यह 28625 है और यह विचरण अनुकूल आया है हमें इस प्रश्न के लिए शेष विचरण की भी गणना करनी है यानि सामग्री मूल्य विचरण सामग्री उपयोग विचरण सामग्री मिश्रण विचरण और सामग्री प्रतिफल विचरण जो मैं करूँगा मैं यह करूँगा और अगली कक्षा में चर्चा करूंगा